इस एक्सपेरिमेंट के उद्देश्य इस प्रकार हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर की फ्रिंजेस को ऑब्ज़र्व कर लेज़र सोर्स की वेवलेंग्थ निकालना और फ्रेसनेल बाईप्रिज्म को माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एक आर्म में इंट्रोडयूस कर बाईप्रिज्म का बेस एंगल निकालना चलो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्कस करते हैं यह क्या है हमारे पास एक सोर्स है मान लो एक लेज़र सोर्स है इस लेज़र सोर्स से लाइट आ रही है इसके फ्रंट में हम एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जेनेरली यह पैरेलल रेज़ देता है इसका डाईवर्जेन्स बहुत कम होता है हमें ऑलमोस्ट पैरेलल रेज़ मिलती हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए अगर हम नार्मल सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो जेनेरली हम एक ग्लास प्लेट इस्तेमाल करते हैं जब इसपर लाइट पड़ेगी तो यह ग्लास प्लेट एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करेगी इस केस में हम लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं इसे एक्सटेंडेड सोर्स बनाने के लिए हम लेंस इस्तेमाल करेंगे लेज़र लेंस के फोकल पॉइंट पर नहीं रखना है अगर हम लेज़र को लेंस के फोकल पॉइंट पर रखेंगे तो लेज़र की पैरेलल रेज़ लेंस के दूसरी तरफ के फोकल पॉइंट पर मिल जाएंगी अगर इसे फोकल लेंग्थ से ज्यादा या कम दूरी पर रखेंगे तो लाइट डाईवर्ज होगी इसका मतलब है हम लेज़र लाइट को लेंस के इस्तेमाल से एक्सटेंडेड लाइट सोर्स बना रहे हैं जेनेरली लेज़र लाइट को पैरेलल रेज़ के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ लेज़र लाइट को इस्तेमाल करने का पर्पस अलग है यहाँ हम पैरेलल रेज़ को एक्सटेंडेड सोर्स बनाने के लिए लेंस से डाईवर्ज कर रहे हैं इस एक्सटेंडेड सोर्स से डाईवरजेंट लाइट इस हाफ सिलवर्ड ग्लास प्लेट अर्थात बीम स्प्लिटर पर गिर रही है हमने इसे बीम स्प्लिटर कहा है इससे लाइट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा पार्ट इस ग्लास प्लेट के थ्रू रेफ्रेक्ट हो जाता जाता है इन दोनों लाइट्स के सामने दो मिरर्स M1 और M2 रखे हैं दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं चूँकि ग्लास प्लेट बहुत थिन है रेफ्रेक्टेड लाइट डाईवर्ज नहीं होगी और सीधा इसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगी और मिरर M1 पर गिरेगी यह मिरर पर परपेंडिकुलरली गिरेगी और वापिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर यह ग्लास प्लेट 45 डिग्री पर है तो रेफ्लेक्टेड रेज़ इससे दोबारा रिफ्लेक्ट होगी और नीचे की ओर आएगी इंसिडेंट रेज़ का दूसरा पार्ट जो 45 डिग्री पर रखे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हुआ था वह मिरर M2 पर परपेँडिकुलरली गिरेगी इस मिरर से यह फिर से वापिस रिफ्लेक्ट होगी और यह इस ग्लास प्लेट से गुजर कर नीचे की ओर आएगी यहाँ इस रीजन में हमें दो रेफ्लेक्टेड रेज़ मिल रही हैं एक मिरर M1 से और दूसरी मिरर M2 से वापिस रिफ्लेक्ट हो कर आ रही हैं ये दो रेज़ एक सेम सोर्स से बनी हैं एक पार्ट ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर मिरर M2 की ओर जाता है और दूसरा पार्ट ग्लास प्लेट से ट्रांसमिट होकर मिरर M1 की ओर इस प्रकार ये दोनों रेज़ कोहेरेंट रेज़ है यह कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लीट्युड मेथड है ये दोनों रेज़ ये पाथ ट्रेवल करती हैं और नीचे की और आती हैं और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाती हैं यह दो कोहेरेंट सोर्सेज के इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म है अब हम इन दोनों रेज़ के बीच के पाथ डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ से शुरू करते है एक पार्ट यहाँ से जा रहा है और वापिस आकर यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है दूसरा ऊपर की और जाकर वापिस आता है और नीचे की और जाता है यह पाथ ग्लास प्लेट से स्क्रीन तक का पाथ दोनों इंटरफेयर करने वाली रेज़ के लिए सेम है यहाँ M1 तक यह d1 पाथ ट्रेवल कर रही है और M2 तक d2 पाथ ट्रेवल कर रही है तो पाथ डिफरेंस होगा 2d1 2d2 अगर d1 d2 d है तो पाथ डिफरेंस 2d होगा हम कंसीडर करते है कि लाइट मिरर्स से रिफ्लेक्ट होकर भिन्न भिन्न एंगल्स से आएंगी मान लो थीटा एंगल से यहाँ अलग अलग रेज़ के लिए थीटा अलग अलग होगा ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाएंगी एक इंक्लिनेशन एंगल के लिए एक फ्रिंज बनेगी यहाँ एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन डिफरेंट होगा तो डिफरेंट ऑर्डर्स की फ्रिंजेस मिलेंगी दो आवश्यक बात हैं एक है अगर थिकनेस सेम है तो हमें एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन के वेरिएशन के कारण फ्रिंजेस मिलेंगी और अगर इंक्लिनेशन कांस्टेंट है तो हमें थिकनेस वेरिएशन के कारण फ्रिंजेस मिलेंगी इस केस में मिरर M2 के पास M1 की इमेज बनती है जो हमें ग्लास प्लेट के अंदर दिखाई देती है यहाँ M2 और M1 की इमेज के बीच में दूरी d है जो कांस्टेंट है स्माल d की वैल्यू मिरर्स की पोजीशन पर डिपेंड करेगी यहाँ मिरर्स की पोजीशन हमने फिक्स रखी है इस कारण d कांस्टेंट है स्माल d कांस्टेंट है तो हमें डिफरेंट ऑर्डर्स की फ्रिंजेस डिफरेंट इंक्लिनेशन के कारण मिलेंगी जेनेरली पाथ डिफरेंस 2d नहीं है यह 2dcos थीटा है ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होगी पाथ डिफरेंस 2dcos थीटा होगा m लैम्डा हमें इस प्रकार का सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा यहाँ ये सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न हमें एक पर्टिकुलर d वैल्यू और विभिन्न थीटा वैल्यू पर मिला है सेंट्रल फ्रिंज के लिए थीटा जीरो है तो पाथ डिफरेंस 2d होगा यह मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक वैरी करती है थीटा जीरो पर राइट साइड मतलब पाथ डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो सेन्टर में हमें जो फ्रिंज मिलेगी उसका आर्डर मैक्सिमम होगा अगर यह m है तो अगला आर्डर होगा m 1 उससे अगला m 2 फिर m 3 एंड सो ऑन हम जैसे जैसे सेन्टर से बाहर की ओर जाएंगे हमें लोअर आर्डर की फ्रिंजेस मिलेंगी एक और चीज़ हो सकती है अगर हम सेंट्रल फ्रिंज को देखें यह m th आर्डर की फ्रिंज है या कोई एक पर्टिकुलर सर्कुलर फ्रिंज को देखें तो यह एक पर्टिकुलर थीटा और एक पर्टिकुलर आर्डर यानि एक पार्टिकल mth आर्डर की फ्रिंज है अगर हम किसी एक मिरर को मूव कर d वैरी करते हैं तो क्या होगा तो फ्रिंज का आर्डर मान लो सेंट्रल फ्रिंज का आर्डर वैरी करेगा यह इनक्रीज़ या डिक्रीज हो सकता है यह d पर डिपेंड करेगा अगर d की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आर्डर m इंक्रीज होगा इसका क्या मतलब है हमें ऐसा लगेगा कि सेन्टर से फ्रिंजेस जेनरेट हो रही हैं और अगर d कम करेंगे तो m भी कम होगा तो हमें लगेगा की सेन्टर में फ्रिंजेस कोलैप्स हो रही हैं अगर हम d को बहुत धीरे से λ2 चेंज करें कैलकुलेशन में हम इसे कैसे कर सकते हैं मान लीजिये हम सेंट्रल फ्रिंज लें तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस की इक्वेशन है 2d mλ अगर इस इक्वेशन में दोनों ओर λ ऐड करें तो हम इसे 2dλ2 m1λ लिख सकते हैं इस इक्वेशन से हम कन्क्लूड कर सकते हैं कि अगर d को बढाकर हम dλ2 कर दें तो सेन्टर में अब m1th फ्रिंज बन रही है इसका मतलब है d बढ़ाने से फ्रिंज पैटर्न में एक और फ्रिंज आ गयी है इसी प्रकार जब हम d को कम करें तब क्या होगा यह हम फिर से इक्वेशन की सहायता से देख सकते हैं अगर हम 2d mλ इक्वेशन में दोनों ओर से λ माईनस करते हैं तो हमें 2d λ2 λ मिलेगा इससे हम कन्क्लूड कर सकते हैं कि अगर d को हम कम करके d λ2 कर दें तो सेन्टर में अब th फ्रिंज बनेगी इसका मतलब d कम करने से फ्रिंज पैटर्न में से एक फ्रिंज सेन्टर में कोलैप्स होकर कम हो गई है सो अगर हम d को बढ़ाते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज का ऑर्डर बढ़ जाता है और अगर हम d की वैल्यू कम करते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज का आर्डर भी कम हो जाता है इसका मतलब है मिरर्स की स्पेसिंग बढ़ाने से हम फ्रिंज पैटर्न में नम्बर ऑफ़ फ्रिंजेस ऐड कर सकते हैं और मिरर्स की स्पेसिंग कम करने से हम नम्बर ऑफ़ फ्रिंजेस कम कर सकते हैं तो d में λ2 के चेंज से हमें या तो फ्रिंजेस सेन्टर पर कोलैप्स होती दिखेंगी या नई फ्रिंजेस बनती दिखेंगी अगर हम इन्हें काउंट करें ब्राइट से स्टार्ट करके λ4 चेंज से हमें सेन्टर में डार्क फ्रिंज मिलेगी और λ2 चेंज के लिए हमें फिर से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी क्या हो रहा है जब d डिस्टेंस चेंज करने से फ्रिंजेस सेन्टर पर कोलैप्स या अपीयर हो रही हैं हम नम्बर ऑफ़ फ्रिंजेस काउंट कर रहे हैं अगर हम d में कितना चेंज किया है यह नोट करते हैं और कितनी फ्रिंजेस कोलैप्स या अपीयर हुई है यह काउंट करते हैं तो हम λ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ मैंने पाथ डिफरेंस 2dcos थीटा बताया था यह कैसे आया हम इसे यहाँ समझेंगे यह थीटा इक्वेल टू जीरो पर तो क्लियर था कि यह 2d है परन्तु किसी और थीटा वैल्यू के लिए यह 2dcos थीटा है अभी यह क्लियर नहीं है यह समझने के लिए हमें यह डायग्राम देखना होगा यहाँ हमारे पास एक्सटेंडेड सोर्स है क्योंकि हम एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे है पैरेलल रेज़ को डाईवर्ज करने के लिए मैंने यहाँ तीन पॉइंट्स लिए हैं S मिडिल में है और इसके दोनों ओर S1 और S2 हैं हम अभी S सोर्स को लेकर आगे बढ़ते हैं S सोर्स की इमेज हमें मिरर M1 और M2 में दिखेगी M1 से जो रे रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो हमें नीचे की ओर ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर दिखेगी तो हमें ऐसा प्रतीत होगा की यह ऊपर से आ रही है इसलिए हम मिरर M1 की इमेज ऊपर बनाते हैं सोर्स S की इमेज इस मिरर में बनती है तो हम इस डायग्राम में दोनों मिरर्स को ऊपर बनाते हैं तो ओब्जर्वर जब ऊपर देखता है तो सोर्स S की इमेज मिरर M1 में S और M2 में S दोनों में दिखाई देगी यह ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन के कारण हुआ है अगर हम इसे नीचे से देखेंगे तो मिरर M1 में इमेज S उतनी ही अंदर दिखाई देगी जितनी S की दूरी M1 से है और मिरर M2 के अन्दर इमेज S M2S के बराबर गहराई में दिखेगी इससे ऐसा लगेगा कि ऑब्ज़र्वर सोर्स S को यहाँ नहीं बल्कि यहाँ इसकी इमेज को देख रहा है इसी तरह आब्जर्वर दूसरे मिरर M2 में भी सोर्स S की इमेज M2S गहराई में दिखाई देगी आब्जर्वर मिरर्स को ऊपर की और एक साथ देखेगा और इन्हीं मिरर्स में सोर्स S की इमेज उनके अंदर उतनी ही गहराई में दिखाई देगी जितनी दूरी सोर्स S की मिरर्स से है तो दोनों मिरर्स में सोर्स S की इमेज उनके अंदर दिखाई देगी मिरर 2 में यह इमेज होगी और मिरर 1 में ये वाली इस प्रकार हमें सिंगल सोर्स S से दो वर्चुअल सोर्सेज मिरर्स में इमेज के रूप में मिलेंगे और यह कोहेरेंट होंगे क्योंकि ये एक्सटेंडेड सोर्स है तो हम प्रत्येक पॉइंट सें सोर्स सोर्स लेंगे तो सोर्स S की दोनों इमेजेज से एक पर्टिकुलर एंगल में रेज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं इन्हें हम एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर ऑब्ज़र्व करते हैं ये दोनों रेज़ पैरेलल हैं और कोहेरेंट भी ये रेज़ इंटरफेयर करेंगी इन दोनों रेज़ में पाथ डिफरेंस कितना होगा अगर हम एक सोर्स इमेज से दूसरी रे पर नार्मल ड्रा करें जहाँ ये इंटेरसेक्ट करती है उससे आगे का पाथ एस्टा पाथ होगा अगर यह एंगल थीटा है तो एक्स्ट्रा पाथ होगा हाईपॉटन्यूज़ इनटू cosथीटा अगर मिरर्स M1 और M2 का डिस्टेंस d है तो इन मिरर्स के अन्दर सोर्स S की इमेजेज S और S के बीच की दूरी 2d होगी मिरर में जो सोर्स S की इमेज बनेगी उसका मिरर M1 से डिस्टेंस होगा M1S जो M1S के बराबर होगा M1SM1S ऐसे ही M2 में जो इमेज बनेगी उसके लिए भी M2SM2S होगा दोनों इक्वेशंस को माइनस करें तो हमें M1S M2SM1S M2S लेफ्ट साइड होगा d और राइट साइड SS d होगा तो हमें SS यानि इमेजेज की दूरी 2d मिलेगी इस प्रकार हमें इमेजेज के बीच की दूरी मिरर्स की दूरी से डबल मिलती है अगर M1 और M2 की दूरी d है तो इमेजेज की दूरी 2d होगी इन दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट नीचे की ओर आती हैं और इंटरफेयर करती हैं हम अगर वर्चुअल सोर्सेज से नीचे की ओर नार्मल ड्रा करें मतलब यह जीरो डिग्री पर इंटरफेयर करेंगी और हमें हमें जीरो डिग्री पर सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी और दूसरी रेज़ जो एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर ऑब्ज़र्व की जा रही हैं इन दो सोर्सेज से पैरेलल रेज़ आ रही हैं ये इंटरफेयर करेंगी इन्हे ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें लेंस का इस्तेमाल करना होगा जो इन दोनों रेज़ को कन्वर्ज करेगा हमें इन रेज़ के इंटरफेरेंस से थीटा एंगल पर फ्रिंज मिलेगी एक पार्टिकल थीटा के लिए सेन्टर से अगर चारों ओर थीटा एंगल पर देखें तो यह एक कोन बनाएगा इसके लिए पाथ डिफरेंस 2dcos थीटा है इसमें d कांस्टेंट है तो हमें एक एक पर्टिकुलर थीटा के लिए फ्रिंजेस मिलेंगी हमें एक सर्किल पर सेम पाथ डिफरेंस मिलेगा ऐसे ही दूसरे एंगल के लिए भी हमें दूसरा सर्किल मिलेगा इस प्रकार हमें अलग अलग एंगल्स पर अनेकों कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स मिलेंगे इसी कारण हमें स्क्रीन पर अनेकों कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं सेंट्रल फ्रिंज का आर्डर मैक्सिमम होगा हमने यही देखा कि सेन्टर में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन 2d mलैम्डा है जिसमे m मैक्सिमम है जब हम d को चेंज करेंगे तो m भी इनक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी यह d के इनक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर डिपेंड करेगा इसकी आवश्यकता है फ्रिंज को कोलैप्स या अपिअर करवाने के लिए जब हम d को चेंज करेंगे यह एक पर्टिकुलर आर्डर और पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए है अगर हम d के इंक्रीज या डिक्रीज़ के साथ सेन्टर में कोलेप्सिंग या अपियरिंग फ्रिंजेस को काउंट करें तो हम 2dN से लेज़र लाइट की वेवलेंग्थ लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम यह एक्सपेरिमेंट करेंगे हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे हम माईकलसन एक्सपेरिमेंट से बाइप्रिज्म का बेस एंगल निकाल सकते हैं इसे समझने के लिए इस सेट अप में हम इसकी एक आर्म में बाइप्रिज्म इन्सर्ट करेंगे जब हम बाइप्रिज्म इन्सर्ट करेंगे क्या होगा इस आर्म में ऑप्टिकल पाथ जो बाइप्रिज्म में ट्रेवल हुआ है वह t की जगह µt होगा जहाँ µ बाइप्रिज्म के मटेरियल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो ऑप्टिकल पाथ µt होगा इस बाइप्रिज्म की उपस्थिति के कारण क्या होगा इस आर्म में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस µt t आ जाएगा यह इसका डबल होगा क्योंकि यह पाथ इस आर्म में दो बार ट्रेवल हो रहा है जैसे यह 2d था हमारे पहले डिस्कशन में वैसे ही यहाँ पाथ डिफरेंस 2µ 1t होगा कितनी भी फ्रिंजेस कोलैप्स या अपीयर हो रही हों अगर फ्रिंज का आर्डर m है तो इसके लिए कंडीशन 2µ 1t mλ होगी यहाँ बाइप्रिज्म रखने से पहले सेन्टर में आर्डर अलग था क्योंकि तब कंडीशन अलग थी अब बाइप्रिज्म एक आर्म में रख देते हैं तो ऑप्टिकल पाथ चेंज हो जाएगा इसे रखने से पहले इसका आर्डर m1 है तो इसे रखने पर यह m2 हो जाता है पाथ डिफरेंस में 2µ 1t चेंज के कारण सेंट्रल फ्रिंज का आर्डर m1 से m2 हो जाता है यहाँ हमारे पास एडवांटेज है कि जब हम बाइप्रिज्म को मूव करते हैं तो इस आर्म में इसकी थिकनेस t चेंज होगी अगर हम इसे ऊपर की ओर मूव करते हैं तो थिकनेस डिक्रीज़ होगी और अगर नीचे की ओर करते हैं तो थिकनेस इनक्रीज़ होगी हम बाइप्रिज्म की एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रीडिंग नोट करेंगे सेंट्रल फ्रिंज का एक आर्डर होगा मैं इसे मूव करूँगा इसका मतलब है मैं t चेंज रहा हूँ उसके कारण सेन्टर में फ्रिंज का आर्डर चेंज होगा मतलब सेन्टर में फ्रिंज कोलैप्स या अपीयर होती दिखेंगी जो हम काउंट कर सकते हैं मान लो मैंने 30 या 40 काउंट की इसके लिए कितने बाइप्रिज्म ट्रांसलेशन की आवश्यकता होगी वो हम नोट करेंगे इस ट्रांसलेशन को हम स्माल एल से डीनोट करेंगे जिसके कारण थिकनेस t चेंज होगी ये दोनों ट्रांसलेशन और थिकनेस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं यह निकालने के लिए मैंने प्रिज्म का एक पार्ट मैंने यहाँ दिखाया है यह एंगल ऑफ़ प्रिज्म है जो हम निकालना चाहते हैं अगर हम बाइप्रिज्म को इतना लेंग्थ से शिफ्ट करते हैं तो t थिकनेस चेंज हो रही है क्योंकि यह एंगल फाई बहुत छोटा है हम लिख सकते सकते हैं फाई tan फाई t l यहाँ l ट्रांसलेशन से t थिकनेस चेंज हो रहा है थिकनेस t चेंज से m नम्बर ऑफ़ फ्रिंजेस अपीयर या कोलैप्स हो रही हैं इसका मतलब है m हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगा l भी हमें पता है तो फाइ t l होगा इस रिलेशन से हमें t mλ2µ 1 मिलेगा अगर मैं इस t वैल्यू को फाइ t l में रखेंगे तो हमें फाइ mλ2µ 1l मिलेगा एक्सपेरिमेंट से हम m और l की वैल्यू नोट करेंगे λ की वैल्यू हमें पहले वाले एक्सपेरिमेंट से निकाल ली थी µ मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें मिली हुई है तो हम एंगल ऑफ़ बाइप्रिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसे नोट करेंगे चलो हम इसे देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट हैं एक है लेज़र सोर्स की वेवलेंग्थ निकालना इसमें हमें मिरर्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करना है पहले हमें माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट नोट करनी है अब क्या करना है हमें माइक्रोमीटर की इनिशियल पोजीशन नोट करनी है मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनका टोटल फिर हम माइक्रोमीटर से डिस्टेंट बिटवीन द मिरर्स चेंज करना है और कोलैप्स होने वाली फ्रिंजेस को काउंट करना है हम लगभग 50 फ्रिंजेस कोलैप्स कर सकते हैं माइक्रोमीटर से d को चेंज करके माइक्रोमीटर की इस फाइनल पोजीशन b को हम नोट करेंगे तो हमने b a चेंज किया यह डिस्टेंस मैं d1 लिखता हूँ तो जो एक्चुअल चेंज होगा वह d110 होगा एक्चुअली ये एक प्रकार का लीवर एक्शन है एक्चुअल चेंज 10 टाइम्स कम होगा हमें इसे 10 से डिवाइड करना होगा यह माइक्रोमीटर का मैकेनिज्म है मिरर्स के डिस्टेंस को चेंज करने के लिए यह हमें कम्पनी ने दिया है हमें इसे 10 इज़ टू 1 के रेश्यो में कम करना होगा और हमें d की वैल्यू मिलेगी तो लैम्डा λ2dm और क्योंकि हम सेंट्रल फ्रिंज कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा जीरो है m को हम मिरर की शिफ्टिंग की एक पर्टिकुलर वैल्यू d के लिए काउंट कर रहे हैं हम वेवलेंग्थ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ इस कॉलम में हम कोलैप्स होने वाली नम्बर ऑफ़ फ्रिंजेस m लिखेंगे यह हमें कम से कम तीन बार करना चाहिए फिर हम लैम्डा निकालेंगे और तीनों वैल्यूज का एवरेज निकाल लेंगे तो यह इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था और इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है एंगल ऑफ़ बाइप्रिज्म निकालना इसके लिए हमें लेज़र सोर्स की वेवलेंग्थ चाहिए जो हमने पहले मेजर कर ली है या यह सप्लाएड है इसे हम नोट करेंगे फ्रेसनल बाइप्रिज्म के मटेरियल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अवेलेबल है यह भी हम नोट करेंगे ट्रांसलेशनल स्टेज का लीस्ट काउंट भी नोट करना है और फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे हम बाइप्रिज्म l डिस्टेंस ट्रांसलेट करेंगे उसके कॉरेस्पोंडिंग थिकनेस t चेंज होती है तो µ 1t ऑप्टिकल पाथ चेंज होगा हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2µ 1t होगा हम एल की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेसनेल बाइप्रिज्म की ट्रांसलेशनल स्टेज इस्तेमाल करेंगे अब हम एक्सपेरीमेंट शुरू करेंगे हम सेंट्रल फ्रिंज पर देखेंगे कि ऑप्टिकल पाथ में चेंज के साथ यहाँ कितनी फ्रिंजेस कोलैप्स या अपीयर हो रही हैं पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम मिरर्स का डिस्टेंस चेंज कर रहे थे यहाँ हम बाइप्रिज्म की थिकनेस चेंज करेंगे यह हम बाइप्रिज्म के ट्रांसलेशन से करेंगे हम इसे धीरे धीरे ट्रांसलेट करेंगे और सेन्टर में देखेंगे की कितनी फ्रिंजेस कोलैप्स या अपीयर होंगी यह डिपेंड करेगा कि हम हायर थिकनेस की ओर जा रहे हैं या लोअर की ओर शुरू करने से पहले हम ट्रांसलेशन स्टेज की इनिशियल पोजीशन की रीडिंग नोट करेंगे यहाँ मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर या वेर्नियर स्केल रीडिंग फिर इनका टोटल जो a होगा फिर हम l लेंग्थ ट्रांसलेट करेंगे और इसके करेस्पोंडिंग सेन्टर में कोलैप्स या अपीयर वाली नम्बर ऑफ़ फ्रिंजेस नोट करेंगे इसकी फाइनल रीडिंग नोट करेंगे इन दोनों का डिफरेंस हमें ट्रांसलेशन l देगा फिर हम t mλ2 µ 1 इस फॉर्मूले से t निकालेंगे सभी पैरामीटर्स हमें पता है m हमने काउंट किया है म्यू और लैम्डा दिया हुआ है इससे हमें t की वैल्यू मिलेगी एक्सपेरिमेंटली हमने l मेजर कर लिया है t हमने कैलकुलेट कर लिया तो बाइप्रिज्म का बेस एंगल tl हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ हमे कम से कम तीन अलग अलग ट्रांसलेशन के लिए रीडिंग्स लेंगे और अलग अलग m वैल्यूज के कॉरेस्पोंडिंग हम बेस एंगल फाइ की वैल्यू निकालेंगे और इनका एवरेज लेंगे ये सारा डेटा लेने के बाद हमें एरर कैलकुलेट करना होगा पहले हम वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करते हैं जिसमे हमने लैम्डा 2d m इस्तेमाल करते हैं हम इसका लोग लेंगे logλ log2 log d log m m एक नम्बर है जो हमने काउंट किया है इसमें कोई एरर नहीं होगी क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं यह 2 है यह भी कोई एरर नहीं देगा हम इंस्ट्रूमेंट से केवल d वैल्यू ले रहे हैं तो इसके डिफ्रेंसिएशन से हमें मिलेंगा δλλ2δdd मैंने यहाँ 2δd लिया है क्योंकि d हम दो बार मेजर कर रहे हैं जो हैं b a तो एरर होगा δb δa और दोनों δd के बराबर हैं यह माइक्रोमीटर या ट्रांसलेशनल स्टेज की लीस्ट काउंट है इसी प्रकार फाइ m λ2µ 1 l इसका log लेंगे λ की वैल्यू सप्लाएड है इसमें कोई एरर नहीं है म्यू भी सप्लाएड है कोई एरर नहीं होगा m हम काउंट करते हैं इसमें भी कोई एरर नहीं होगा एरर का सोर्स केवल l होगा तो हम एरर के लिए δφφ2δll लिख सकते हैं मैंने 2δl लिखा है क्योंकि l हमें दो मेजरमेन्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस से मिल रहा है तो यह 2 इन टू ट्रांसलेशनल स्टेज की लीस्ट काउंट होगा यही वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार हम एंगल ऑफ़ प्रिज्म निकालते वक़्त एरर कैलकुलेट करेंगे यह माईकलसन इंटरफेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है किस प्रकार हम डेटा लेंगे हमने इसे डिस्कस किया अगर आपको यह समझ आ गया तो यह एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान होगा और आप ज्यादा विस्वसनीय डेटा ले सकते हैं जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए अगली क्लास में हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में डेमोंस्ट्रेट करेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और कैसे डेटा लेना है अगली क्लास में हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे धन्यवाद्